सभी को सुप्रभात अतः आप सप्ताह नंबर 6 के लिए दूसरे व्याख्यान में हैं जहां हम गैस टरबाइन चक्रों के बारे में बात कर रहे हैं कल के व्याख्यान के दौरान आपको गैस टरबाइन की अवधारणा से परिचित कराया गया था जो खुले चक्र आधारित और बंद चक्र आधारित गैस टर्बाइन दोनों थे और फिर मैंने गैस टरबाइन के लिए आदर्श चक्र के बारे में बात की है जो एक ब्रेटन चक्र या जूल चक्र है जहां हमने देखा है कि अन्य वायु मानक चक्रों के समान है जिनके बारे में हमने ओटो या डीजल चक्र की बात की है यहां भी आपके पास चार प्रक्रियाएं हैं जिनमें से दो आइसन्ट्रोपिक प्रक्रिया हैं एक आइसन्ट्रोपिक संपीड़न और एक अन्य आइसेंट्रोपिक विस्तार प्रक्रिया है हालांकि हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों कांस्टेंट दबाव में हो रहे हैं यहां वास्तव में आप ओटो चक्र डीजल चक्र और इस ब्रेटन चक्र के बीच एक सादृश्य रेखित कर सकते हैं इन तीनों में हमारे पास चार प्रक्रियाएँ हैं हमारे पास एक आइसेंट्रोपिक संपीड़न और एक आइसेंट्रोपिक विस्तार प्रक्रिया है उनका अंतर केवल हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन के मोड में है जैसे कि ओटो चक्र के मामले में हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम में है डीजल चक्र और ब्रेटन चक्र दोनों के मामले में कांस्टेंट दबाव है जबकि ओटो और डीजल दोनों चक्रों के मामले में ऊष्मा अस्वीकृति कांस्टेंट वॉल्यूम में है हालांकि यह ब्रेटन चक्र के मामले में कांस्टेंट दबाव पर है तो इस तरह से ये तीनों चक्र संबंधित हैं और यह भी कम से कम एक आदर्श वायु मानक चक्र है जिस तरह से हम गणितीय रूप से इसका विश्लेषण करते हैं हालांकि एक बड़ा अंतर है क्योंकि ब्रेटन चक्र गैस टर्बाइन से जुड़ा हुआ है जो रोटरी मशीनरी पर संचालित होता है न कि रिसिप्रोकेटिंग पर जोकि SI और CI इंजन से जुड़ा होता है यानी ओटो और डीजल चक्र इसलिए यहां हम एक चक्र या एक वायु मानक चक्र के बारे में बात कर रहे हैं जो रोटरी उपकरणों के लिए उपयुक्त है इसलिए प्रत्येक चार प्रक्रियाओं के बारे में जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है उनमें से चार अलग अलग घटकों में प्रदर्शित किए जाते हैं तो हमारे पास एक कंप्रेसर में किया गया संपीड़न प्रक्रिया है फिर हीट एडिशन एक कंबस्टर के अंदर या शायद बंद चक्र में एक हीट एक्सचेंजर के अंदर किया जाता है फिर हमारे पास विस्तार करने के लिए एक टरबाइन है और फिर सिस्टम को प्रारंभिक हिस्से में वापस लाने के लिए हमारे पास एक और हीट एक्सचेंजर है जो कम तापमान सिंक के लिए ऊष्मा अस्वीकृति की सुविधा देता है तो चार घटक हैं उनमें से प्रत्येक को एक अलग खुली प्रणाली या प्रणाली जिसमें द्रव्यमान एकल इनफ्लो और एकल आउटफ्लो से अंदर और द्रव्यमान बाहर की ओर प्रवाह किया जा सकता है और इन चार में से प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत विश्लेषण को मिलाकर हम कुल चक्र प्रदर्शन प्राप्त कर सकते हैं जो हमने कल ही किया है हमने कंप्रेसर कार्य टरबाइन कार्य हीट इनपुट और हीट आउटपुट की गणना की है वहां से हमें दक्षता के लिए अभिव्यक्ति मिली है और वहां हमने देखा है कि जैसे ओटो साइकल के मामले में प्रमुख पैरामीटर संपीड़न अनुपात था जो एक वास्तव में वॉल्यूम से पहले संपीड़न और वॉल्यूम संपीड़न के बाद वॉल्यूम अनुपात है यहां हमारे पास एक दबाव अनुपात है जो एक दबाव अनुपात है जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह संपीड़न के बाद दबाव भाग संपीड़न से पहले दबाव है इसलिए संपीड़न अनुपात के साथ एक अंतर है संपीड़न अनुपात में आपके पास संपीड़न से पहले वॉल्यूम भाग संपीड़न के बाद वॉल्यूम है जबकि यहाँ दबाव अनुपात में संपीड़न के बाद दबाव भाग संपीड़न से पहले दबाव है आप तार्किक रूप से भी सोच सकते हैं क्योंकि वे इस तरह परिभाषित हैं कि दोनों एक से अधिक हैं इसलिए तदनुसार आप उनकी परिभाषाओं की पहचान कर सकते हैं और जैसे जैसे दबाव अनुपात बढ़ता है तापीय क्षमता भी बढ़ती जाती है हालाँकि कार्य उत्पादन में निरंतर वृद्धि नहीं हो सकती है बल्कि हमने देखा है कि एक बार जब हमने न्यूनतम और अधिकतम चक्र तापमान तय कर लिया है तो एक ऑप्टिमम दबाव अनुपात मिलता है जिसे हमने अंतिम कक्षा में पहचान लिया है और फिर कुछ व्यावहारिक पहलू को कंप्रेसर और टरबाइन की आइसेंट्रोपिक क्षमता की अवधारणा में शामिल किया गया था जिसे हमने स्पर्श किया है इसलिए आज हम एक संख्यात्मक उदाहरण के साथ शुरू करेंगे जहां हम उस सिद्धांत की अवधारणा का उपयोग करने जा रहे हैं लेकिन इससे पहले सिर्फ वास्तविक चक्र रेखांकन देखें यह दबाव अनुपात का चक्र दक्षता के साथ परिवर्तन है बिंदीदार रेखा एक वायु मानक है जो उस विश्लेषण का अनुसरण करती है जो हमने कल किया है क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रेटन चक्र के लिए थर्मल दक्षता है 𝜂thBrayton 1 1r𝑝k 1k जहां k विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात है यदि हम k 14 लेते हैं तो हम इस विशेष लाइन को प्राप्त करने जा रहे हैं 14 सामान्य वायुमंडलीय स्थिति के तहत हवा के लिए एक विशिष्ट मान है हालांकि जैसा कि अधिकतम चक्र तापमान बदलता है सही मायने में हमें इस तरह के बदलाव नहीं मिल रहे हैं बल्कि चक्र दक्षता एक निश्चित स्तर तक बढ़ रही है और यह बहुत ही कम हो जाती है आप इस विशेष वक्र से देख सकते हैं बेशक इस ऑप्टिमम चक्र दक्षता के अनुरूप दबाव अनुपात जो उच्चतम तापमान के साथ बढ़ता रहता है लेकिन फिर भी किसी प्रकार का ऑप्टिमम होता है और यही बात हम देख सकते हैं कि हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं यह पावर आउटपुट के लिए है विशिष्ट शक्ति और कुछ नहीं बल्कि कुल पावर आउटपुट है भाग द्रव्यमान प्रवाह दर है जिसे हमने w द्वारा निरूपित किया है तो कभी कभी इकाई किलो जूल प्रति किलोग्राम हो सकती है या जिस तरह से यहां प्रस्तुत किया गया है किलो वाट प्रति किलोग्राम प्रति सेकंड जो कि द्रव्यमान प्रवाह दर के लिए है इसलिए विशिष्ट शक्ति और कुछ नहीं बल्कि प्रति यूनिट मास फ्लो दर पर कार्य आउटपुट की दर है अतः यहां हम यह भी जानते हैं कि अधिकतम शक्ति उत्पादन के अनुरूप एक ऑप्टिमम दबाव अनुपात होगा और यह अधिकतम तापमान का एक फंक्शन है लेकिन दिलचस्प रूप से दक्षता के लिए ऑप्टिमम दबाव अनुपात का स्थान और शक्ति उत्पादन के लिए वे समान नहीं हैं बल्कि वे अलग हैं और इसलिए हमें किसी प्रकार के ऑप्टिमाइजेशन या ट्रेड ऑफ के लिए जाना है क्योंकि दबाव अनुपात की पहचान करना संभव नहीं है जो एक साथ उच्चतम दक्षता और उच्चतम शक्ति उत्पादन देने जा रहा है इसलिए हमें उनमें से एक को आवश्यकता के अनुसार चुनना होगा अब देखते हैं कि हमारे पास आईसेंट्रोपिक दक्षता के प्रभाव के रूप में क्या है यहां हमारे पास 10 के दबाव अनुपात और 700 0C के अधिकतम तापमान के साथ गैस टरबाइन का संचालन होता है कंप्रेसर और टरबाइन के लिए आईसेंट्रोपिक दक्षता दी गई हैं और वे इस मामले में अलग हैं हवा 15 kgs की दर से 15 0C पर कंप्रेसर में प्रवेश करती है इसलिए आप शक्ति उत्पादन की गणना करते हैं तो यह एक विशिष्ट चक्र है जो यहां 1 जो एक बिंदु है जो कि संपीड़न 2s से पहले एक बिंदु है जो कि आइसेंट्रोपिक संपीड़न था लेकिन अपरिवर्तनीयताओं की उपस्थिति के कारण यह दाएं से बिंदु संख्या 2 की ओर स्थानांतरित हो जाता है यहां अक्ष गायब हैं जो तापमान ऊर्ध्वाधर अक्ष यह एन्ट्रापी है इसी तरह टरबाइन का भी एक दिखावा और अपरिवर्तनीय विस्तार होता है क्या यह एक आदर्श विस्तार आइसेंट्रोपिक विस्तार होता था जो बिंदु 4s पर पहुंच जाता था लेकिन अपरिवर्तनीयता की उपस्थिति के कारण इस प्रक्रिया के दौरान एन्ट्रापी जनरेशन होती है इसलिए यह इसे दाईं ओर संख्या 4 तक स्थानांतरित करने जा रहा है अब यहाँ निश्चित रूप से यह उल्लेख है कि हम हीट एक्सचेंजर्स में किसी भी दबाव की गिरावट की उपेक्षा कर रहे हैं इसलिए 2 से 3 और 4 से 1 वे कांस्टेंट दबाव रेखा का पालन करते हैं वे कांस्टेंट दबाव प्रक्रियाएं हैं यह कुछ सरलीकरण है जो हम कर रहे हैं क्योंकि हम केवल आइन्ट्रोपिक दक्षता के प्रभाव की जांच करना चाहते हैं और यह भी दिया गया है कि संपीड़न प्रक्रिया और विस्तार प्रक्रिया के लिए cp और n वे अलग हैं जो तार्किक भी हैं क्योंकि हमें इस बारे में सोचना होगा कि संपीड़न प्रक्रिया के दौरान यह आमतौर पर केवल हवा होती है जो संकुचित हो रही है जबकि विस्तार प्रक्रिया के दौरान यह दहन उत्पादों का विस्तार होता है इसलिए उनकी विशेषताएं उनके गुण भिन्न हो सकती हैं इसलिए हमारे पास गुणों के भिन्न मूल्य हो सकते हैं इसलिए जैसा कि हमने इस n उल्लेख किया है तो यह आईसेन्ट्रॉपिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि हम इसे एक पॉलीट्रॉपिक प्रक्रिया के रूप में मानेंगे तो आइए हम इसे आइसेंट्रोपिक दक्षता की परिभाषा का उपयोग करके हल करने का प्रयास करें कृपया ध्यान दें कि क्या तापमान या क्या जानकारी दे रखी है r𝑝10 T3 700℃ 973K T1 15℃ 288K ṁ15 kgs 𝜂c 082 𝜂t 085 तो ये ज्ञात जानकारी हैं तो चलिए 1 से 2 या पहले 1 से 2s की प्रक्रिया को देखते हैं इसलिए 1 से 2s एक आइन्ट्रोपिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वहाँ हम हमेशा लिख सकते हैं T2sT1P2n 1nP1 तो यहाँ क्योंकि यह एक आइन्ट्रोपिक प्रक्रिया है जो इस संबंध की तरह है अगर हम इस विशेष प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो यह संबंध का अनुसरण करता है Pvnconstant इस के बारे में भी एक ही है हालांकि n मान अलग हैं इसलिए यह हमारे पास है T2s556 K तो संपीड़न प्रक्रिया आईसेन्ट्रॉपिक जा रहा था यह संपीड़न के अंत में एक तापमान होता लेकिन यह आईसेन्ट्रॉपिक नहीं है इसलिए हमें इस आईसेन्ट्रॉपिक दक्षता की परिभाषा का उपयोग करना होगा 𝜂cwcidwcactc𝒫T2s T1c𝒫T2 T1 इसलिए यह हमें तापमान के संदर्भ में पूरी तरह से आइसेंट्रोपिक दक्षता का संबंध देता है यहां हम पहले से ही जानते हैं T115℃ T2s हमने अभी गणना की है इसलिए वहाँ से हम T2a की गणना कर सकते हैं जो 6148 K की हो रही है इसलिए हम वास्तविक तापमान को जानते हैं अब हमें बिंदु संख्या 4 की गणना करनी है इसी तरह हम प्रक्रिया का पहले 3 से 4 पालन करते हैं तो हम इसका अनुसरण करते हैं T4sT3P4n 1nP3P1n 1nP2 हमेशा एसआई यूनिट डालें या तापमान केल्विन में क्योंकि आप निरपेक्ष तापमान के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए T4s 5474 K के रूप में आ रहा है आप इन नंबरों की शुद्धता की जांच करने के लिए कृपया इन सभी गणनाओं को स्वयं करें ये केवल अनुमानित संख्याएँ हैं अब हम टरबाइन आईसेन्ट्रॉपिक दक्षता की परिभाषा का उपयोग कर रहे हैं 𝜂twtidwtactcpT3 T4cpT3 T4s इसलिए इसी रखने पर इस विस्तार प्रक्रिया के अंत में हमें वास्तविक तापमान में T4a मिलता है T4a 6112 Kelvin यहां आपको यह ध्यान रखना है कि यह cpभी अलग है हमें cp बार में रखना है क्योंकि cp बार यह एक है जबकि cp यह विशेष बात है इसी तरह n bar 1333 इसलिए संपीडन या आइसेंट्रोपिक प्रक्रिया संपीडन और विस्तार प्रक्रिया के लिए विशिष्ट ऊष्मा के परिमाण और पॉलीट्रॉपिक गुणांक वे भिन्न या बहुपद सूचकांक होते हैं जिनकी आपको गणना के दौरान सावधानी बरतनी होती है इसलिए अब हम सभी चार बिंदुओं पर तापमान जानते हैं और इसलिए सभी संगत कार्यों की गणना करना बहुत आसान है तो आपके विशिष्ट संपीड़न कार्य की आवश्यकता कितनी होगी wccpT2 T1 wccpT3 T4 तो आप दोनों को अलग अलग गणना कर सकते हैं और एक बार जब आप उन्हें जोड़ देंगे wnetwt wc और शुद्ध शक्ति उत्पादन तो बराबर होना चाहिए ẇnetṁ wnet एक बार जब आप सभी संख्या डाल देंगे तो शुद्ध शक्ति उत्पादन होगा ẇnet1098MW फिर से याद रखें कि इस गणना के दौरान आपको 1005 के बराबर cp लगाना होगा जबकि इस गणना के दौरान आपको cp बार लगाना होगा जो 111 के बराबर तो इस तरह से आईसेनट्रोपिक दक्षता का उपयोग करके हम काम की आवश्यकता की गणना कर सकते हैं और निश्चित रूप से एक बदलाव है अगर हम एक ही समस्या को हल करते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक ही समस्या को हल करने के लिए दोनों संपीड़न और विस्तार की प्रक्रिया को आइसेंट्रोपिक होने के लिए मान लें जो कि 2s और 4s है और सही बिंदुओं पर देखें और देखें कि आपको क्या मान मिलते हैं बेशक हम यहां दक्षता की गणना करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि दक्षता की गणना के लिए हमें दिए गए कुल हीट इनपुट को जानने की आवश्यकता है क्योंकि थर्मल दक्षता दी गई शुद्ध ऊष्मा इनपुट net heat input द्वारा विभाजित शुद्ध कार्य आउटपुट के बराबर होनी चाहिए thẆnetQinẆnetṁcp अब इस मामले में हम mdot T2 और T3 जानते हैं लेकिन हम इस दहन प्रक्रिया से जुड़े cp को नहीं जानते हैं तो अगर हमारे पास हीट एडिशन प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट ऊष्मा के परिमाण के बारे में कुछ विचार है तो आप ऊष्मा जोड़ के दौरान जोड़े गए ताप की मात्रा की गणना कर सकते हैं और बाद में आप दक्षता भी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इस समस्या के रूप में इस के लिए अभिव्यक्ति या परिमाण नहीं दिया गया है इसलिए हम थर्मल दक्षता प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं अब हमने देखा है कि वास्तव में बैक वर्क रेशियो एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है इस समस्या में हम एक बैक वर्क अनुपात की भी गणना कर सकते हैं बैक वर्क रेशियो दर्शाया गया है rbwwcwt और अक्सर वहाँ कार्य अनुपात कहा जाता है कार्य अनुपात है rwwnetwt इसलिए यदि हम एक्सप्रेसन को नेट वर्क के लिए रखते हैं तो यह बन जाता है 1 wcwt1 rbw तो इस मामले में मैंने संख्याओं को यहां नहीं रखा है आप कंप्रेसर विशिष्ट संपीड़न काम और विशिष्ट विस्तार प्राप्त कर सकते हैं वहां से आप आसानी से बैक वर्क रेशियो या वर्क रेशियो प्राप्त कर सकते हैं और हम जानते हैं कि आप देख सकते हैं कि हमने कल एक समस्या हल कर ली है और आप यहाँ से भी ले सकते हैं यह बैक वर्क अनुपात काफी महत्वपूर्ण हो सकता है यह 40 से 50 की सीमा में भी हो सकता है और इसलिए उत्पादित ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कंप्रेसर में टरबाइन की खपत हो रही है इसलिए अक्सर एक ही शाफ्ट पर कंप्रेसर और टरबाइन लगाने के बजाय हम टरबाइन को दो घटकों में विभाजित करते हैं पहला जिसे अक्सर HPT या उच्च दबाव टरबाइन के रूप में संदर्भित किया जाता है जो सीधे दहन कक्ष से इनपुट प्राप्त करता है जो कंप्रेसर पर एक ही शाफ्ट पर लगा होता है जबकि उच्च दबाव टरबाइन से निकास LP टरबाइन में कम दबाव टरबाइन को आपूर्ति की जाती है और वह वह है जो जनरेटर पर माउंट की जाती है ताकि इसके लिए कार्य आउटपुट प्राप्त किया जा सके यह एक Ts प्रतिनिधित्व हो सकता है अतः यहां यह 3 4 यह विशेष प्रक्रिया उच्च दबाव टरबाइन में विस्तार से मेल खाती है और 4 5 कम दबाव टर्बाइन में विस्तार है यहां हाई प्रेशर टरबाइन में वर्क आउटपुट को इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि यह कंप्रेसर के लिए जरूरी कार्य के इनपुट से बिल्कुल मेल खाता है तो कंप्रेसर के लिए आवश्यक कार्य इनपुट उस विशिष्ट कार्य के बराबर होना चाहिए जो होना चाहिए wcwpcT2 T1 और उच्च दबाव टरबाइन द्वारा उत्पादित कार्य बराबर होना चाहिए wHPtcpHPtT3 T4 अब इन दोनों को एक दूसरे के बराबर होना चाहिए यह है wcwHPt फिर जो नेटवर्क आउटपुट हम प्राप्त करने जा रहे हैं वह दूसरी टरबाइन द्वारा कम दबाव वाले टरबाइन द्वारा निर्मित की जाने वाली वस्तु के बराबर है जिसकी गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है wnetwLPtcpLPtT4 T3 तो इस तरह से हम कभी कभी एक पॉवर टरबाइन का उपयोग कर सकते हैं जिसमें एक टरबाइन मिले जो केवल कंप्रेसर कार्य की आवश्यकता का उत्पादन करें और अन्य टरबाइन को जनरेटर के लिए युग्मित किया जाता है वाणिज्यिक बिजली उत्पादन प्राप्त करने के लिए जिसकी हम तलाश कर रहे हैं और यह cp मान हमने पिछली समस्या में अलग cp मानों का उपयोग किया है जो यहाँ पर लागू होता है जैसे कि संपीड़न प्रक्रिया के दौरान cp हवा के लिए cp से मेल खाती है cpccpair जबकि हाई प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन गैस के लिए cp है और उनके मान भी भिन्न हो सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि विशिष्ट ताप तापमान का एक मजबूत फंक्शन हो सकता है उच्च दबाव टरबाइन निश्चित रूप से उच्च दबाव और उच्च तापमान स्तर पर काम करता है जैसा कि Ts आरेख से देखा जा सकता है तो कम दबाव वाले टरबाइन में गैस के लिए cp की तुलना में इसका cp अधिक हो सकता है उच्च दबाव और निम्न दबाव टर्बाइनों की समान अवधारणा का उपयोग करने के लिए एक और संख्यात्मक समस्या को हल करते हैं तो यहां हमारे पास एक गैस टरबाइन है जो 70 0C पर हवा प्राप्त कर रहा है और 101 बार आरेख दिखाया गया है तो आरेख में बिंदु संख्या 1 गायब है इसलिए यह आपका बिंदु संख्या 1 है इसलिए हमारे पास है T117℃290 K P1101bar rp8 यह एक HP टरबाइन द्वारा संचालित होता है जहां LP टरबाइन को एक अलग पावर शाफ्ट पर लगाया जाता है जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा है LP टरबाइन में कंप्रेसर HP टरबाइन की आइसेंट्रोपिक दक्षता दी गई है इसलिए हमारे पास है 𝜂c08 𝜂HPt085 𝜂LPt083 अधिकतम चक्र तापमान 650 0C होना चाहिए अधिकतम चक्र तापमान बिंदु T3 आरेख से स्पष्ट रूप से देखा जाता है तो आपका T3650℃ और अब हमें प्रति यूनिट द्रव्यमान प्रवाह दर कार्य अनुपात और चक्र दक्षता की गणना हीट एक्सचेंजर्स cp के अंदर की उपेक्षा करते हुए फिर से करना है यह संपीड़न प्रक्रिया के लिए 1005 और 14 के बराबर दिया जाता है और विस्तार के दोनों चरणों के लिए cp और n और दहन के लिए cp वे भी वही हैं जो दिए गए हैं तो आपको सभी बिंदुओं पर पहले तापमान की गणना करना होगा इसलिए हम पिछले अभ्यास के समान कुछ प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ी जल्दी करने की कोशिश करूंगा तो हम पहले प्रक्रिया का पालन करते हैं 1 से 2s T2sT1P2n 1nP1 यहाँ दबाव नहीं दिखाए जाते हैं हम कहते हैं कि यह P1 है यह दबाव स्तर P2 है और यह दबाव स्तर कुछ मध्यवर्ती P3 है तो वहाँ से हम प्राप्त करने जा रहे हैं T2s525 K फिर हम कंप्रेसर दक्षता की परिभाषा का उपयोग करते हैं जैसा कि हमने देखा है कि यह कंप्रेसर के लिए आदर्श कार्य की आवश्यकता और वास्तविक कार्य की आवश्यकता का अनुपात है जो निम्नानुसार होगा 𝜂cT2s T1T2a T1 वहाँ से हमें मिलता है T2a584 K इसलिए एक बार जब हम यह जान लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि संपीड़न प्रक्रिया के लिए विशिष्ट कार्य की आवश्यकता होनी चाहिए wccpcT1 T12955 kJkg तो हम जानते हैं कि कंप्रेसर कार्य की आवश्यकता या विशिष्ट संपीड़न कार्य की आवश्यकता अब हमें टरबाइन की तरफ शिफ्ट होना है इसलिए फिर से HP टरबाइन और LP टरबाइन के लिए आइसेंट्रोपिक विस्तार की अवधारणा का समान रूप से उपयोग करें लेकिन इससे पहले कि कंप्रेसर के लिए जो भी कार्य के इनपुट की आवश्यकता है उसे देखें जो हमने HP टरबाइन द्वारा आपूर्ति की गई है जो है wcwHPt क्योंकि यह विस्तार के दो अलग अलग चरणों के होने का पूरा विचार है और यह इसके बराबर होना चाहिए wcwHPtcpHPtT3 T4a इसलिए हम जानते हैं कि T3 को 650 0C के बराबर दिया गया है हमें यह बदलना होगा कि केल्विन मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ लेकिन कृपया T3 को पूर्ण तापमान में परिवर्तित करें वहाँ से हम प्राप्त करने जा रहे हैं T4aT3 wccpHPt666 K अब हम जानते हैं कि HP टरबाइन की आइसेंट्रोपिक दक्षता का उपयोग करके हम T4s की गणना भी कर सकते हैं लेकिन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए हम संपीड़न कार्य को जानते हैं और हमने संपीड़न कार्य और HP टरबाइन कार्य की तुल्यता का भी उपयोग किया है वहां से हमें तापमान T4 मिला है तो अब LP टरबाइन को देखें लेकिन इससे पहले कि हम LP टरबाइन को देखें हमारे पास LP चरणों के लिए क्या है हमारे पास एक आईसेन्ट्रॉपिक दक्षता 083 है और अन्य मान भी दिए गए हैं इसलिए इससे पहले कि वास्तव में T4 है मैंने उल्लेख किया है कि हमें T4s की आवश्यकता नहीं है लेकिन कुछ ऐसा है जो हमें अभी भी चाहिए क्योंकि P3 मध्यवर्ती दबाव ज्ञात नहीं है और यह केवल T4s के मूल्य से प्राप्त किया जा सकता है इसलिए हम HP टरबाइन के लिए आइसेंट्रोपिक दक्षता की परिभाषा का उपयोग करते हैं जो आदर्श कार्य आउटपुट द्वारा वास्तविक कार्य आउटपुट के बराबर होना चाहिए 𝜂HPtT3 T4aT3 T4s जो आपको देता है T4s6205 K तो अब हम जानते हैं कि T4s वहां से है और हमें विचार करना है कि T3 या 3 से 4 एक आइसेंट्रोपिक प्रक्रिया है T4sT3P3P2n 1n जहां n bar विस्तार प्रक्रियाओं के अनुरूप है वहाँ से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं कि हम कैसे P2 प्राप्त कर सकते हैं rpP2P1 rp8 P1101 bar इसलिए P2808 bar वहीं से हमें मिलता है P3165 bar अब हम इस विशेष स्तर P3 पर दबाव जानते हैं इसलिए वहां से हम तापमान 4 के लिए जानते हैं हम दबाव P3 और P1 को जानते हैं इसलिए वहां से हम पिछली प्रक्रिया का पालन करते हुए पहले T5s प्राप्त करते हैं अतः T5sT4aP3P1n 1n वहाँ हम प्राप्त करने जा रहे हैं T5s588 K फिर हमें LP टरबाइन की दक्षता के लिए स्पष्टीकरण का उपयोग करना होगा जो कि LP टरबाइन द्वारा निर्मित वास्तविक कार्य है LP टरबाइन द्वारा आदर्श कार्य क्यों उत्पादित होता है आरेख को देखें वास्तविक कार्य T4 −T5 के समानुपाती होना चाहिए आदर्श कार्य T4 − T5s के समानुपाती होना चाहिए तो यह बराबर है 𝜂LPtT4a T5aT4a T5s जो आपको दे रहा होगा T5a60126 K इसलिए इसका उपयोग करके अब हम LP टरबाइन द्वारा उत्पादित कार्य की गणना कर सकते हैं wLPtcpT5a T4a 745 kJkg तो अब हमारे पास कंप्रेसर विशिष्ट कार्य द्वारा आवश्यक कार्य है HP टरबाइन द्वारा निर्मित कार्य जो LP टरबाइन द्वारा निर्मित संपीड़न कार्य और कार्य के बराबर होना चाहिए इसलिए हम अपनी पहली वस्तु की तरह जो कुछ भी आवश्यक है उसकी गणना कर सकते हैं ताकि बैक वर्क अनुपात प्राप्त हो सके तो बैक वर्क अनुपात इसके बराबर होगा rbwcwnet इसलिए इसे लगाकर हम इस विशेष मामले में बैक वर्क अनुपात प्राप्त कर सकते हैं और थर्मल दक्षता के बराबर होना चाहिए rthwnetqin अब qin एक ऐसी चीज है जिसकी गणना हमने अभी तक नहीं की है तो हम किस तरह से qin प्राप्त कर सकते हैं qin ऊष्मा जोड़ प्रक्रिया है जो 2 3 प्रक्रिया है और इस दहन प्रक्रिया के दौरान यह दिया जाता है कि cp 115 है और हम पहले से ही बिंदु 3 और 2 पर उस तापमान को जानते हैं अतः यह बराबर होगा qincpT3 T2a तो ऊष्मा जोड़ आप आसानी से वहाँ से गणना कर सकते हैं थर्मल दक्षता इस मामले में 191 की तरह कुछ हो जाएगा तो ये दो परिणाम हैं जिनकी हम तलाश कर रहे थे बस वहां जांचें कि हम क्या गणना करना चाहते हैं हम प्रति यूनिट मास फ्लो रेट कार्य अनुपात और चक्र दक्षता के अनुसार शक्ति उत्पादन की पहचान करना चाहते हैं तो पावर आउटपुट यह एक पावर आउटपुट प्रति यूनिट मास फ्लो रेट बैक वर्क अनुपात और चक्र दक्षता होगा जिसकी हमने गणना की है और अगर आप कार्य के अनुपात को पाने के इच्छुक हैं लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है rw1 rbw0799 बैक वर्क अनुपात या कार्य अनुपात दोनों में से किसी का भी आसानी से उपयोग किया जाता है लेकिन आम तौर पर यह बहुत अधिक लोकप्रिय है तो इस तरह से हम दो अलग अलग टर्बाइनों का उपयोग कर सकते हैं और गणना काफी लंबी है लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि हमेशा आपको आइसेंट्रोपिक दक्षता का उपयोग करना होगा और आइसेंट्रोपिक प्रक्रिया के लिए हमें तापमान और दबाव के बीच इस तरह के संबंध का उपयोग करना होगा ताकि हम वास्तविक और आदर्श प्रदर्शन दोनों की पहचान कर सकें अब हम मूल चक्र में संशोधनों की ओर बढ़ते हैं हमने देखा है कि बैक वर्क अनुपात काफी महत्वपूर्ण हो सकता है बेशक इस मामले में बैक वर्क अनुपात छोटा है लेकिन व्यावहारिक मामलों में बैक वर्क अनुपात 40 50 60 की सीमा में हो सकता है और इसलिए हमें बुनियादी चक्र में कुछ प्रकार के संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि हम कार्य अनुपात को बढ़ा सकें या हम कंप्रेसर कार्य की आवश्यकता को कम कर सकें इसके लिए कई संशोधन ऐतिहासिक रूप से गैस टरबाइन चक्रों या आदर्श ब्रेटन चक्रों पर किए गए हैं और तीन सबसे आम तरह के संशोधनों में इंटरकूलिंग के साथ मल्टीस्टेज संपीड़न रीहेटिंग के साथ मल्टीस्टेज विस्तार और निकास गैसीय का उपयोग करके रीजेनरेशन का उपयोग होता है अब संपीड़न प्रक्रिया के दौरान हम जानते हैं कि कंप्रेसर के लिए कार्य इनपुट आवश्यकता जैसे कि हम सिर्फ ऊष्मप्रवैगिकी के दूसरे नियम के बारे में सोचते हैं और इसे एक आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर पर लागू करते हैं अब दूसरे कानून के बाद हम जानते हैं कि Tds का संबंध देने वाला एक था TdSdh vdP अब अगर हम इसे एक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या एक्सपेंशन प्रोसेस पर लागू करते हैं तो हम जानते हैं कि आइसेंट्रोपिक प्रकृति के कारण ds 0 के बराबर है dhvdP अब केवल थर्मोडायनामिक्स के पहले कानून के रूप के बारे में सोचें जो हमने कल इस्तेमाल किया है हमारे पास 1 2 से एक प्रक्रिया के लिए क्या था h1 h2qinwout या यदि हम डिफरेंशियल रूप में लिखते हैं dh𝛿qin𝛿wout अब हमारे पास संपीड़न प्रक्रिया के लिए संपीड़न विस्तार के आइसन्ट्रोपिक प्रकृति के कारण यह मौजूद नहीं है इसलिए हमारे पास dh और आउटपुट कार्य के बीच सीधा संबंध है अब संपीड़न प्रक्रिया के लिए आपका आउटपुट कार्य − Wc के बराबर है क्योंकि किस इनपुट की आवश्यकता है जबकि विस्तार प्रक्रिया के दौरान हमारे पास विस्तार की प्रक्रिया है और आउटपुट है इसलिए यह आपके Wt के बराबर है इसलिए यदि हम इसकी तुलना करते हैं तो हमारे पास संपीड़न प्रक्रिया के लिए क्या है 𝛿wc dh vdP 𝛿wc ∫ vdP इसी तरह टरबाइन भाग डालने के लिए 𝛿wtdhvdP 𝛿wt∫ vdP तो हम इस मामले में दोनों देख सकते हैं यह कंप्रेसर द्वारा आवश्यक कार्य इनपुट है या टरबाइन द्वारा निर्मित कार्य है वे सीधे काम कर रहे माध्यम की एक विशिष्ट मात्रा के आनुपातिक हैं तो हमें एक कंप्रेसर के लिए क्या जरूरत है और हमें एक टरबाइन के लिए क्या जरूरत है एक कंप्रेसर के लिए हमारा उद्देश्य कार्य इनपुट आवश्यकता को छोटे से छोटे संभव तक रखना है फिर माध्यम की विशिष्ट मात्रा छोटी होनी चाहिए जबकि एक टरबाइन के मामले में हम जितना काम करना चाहते हैं उतना विशिष्ट मात्रा भी बड़ा होना चाहिए इसलिए संपीड़न चरण के लिए हम विशिष्ट वॉल्यूम को छोटा रखना चाहते हैं और विस्तार चरण के लिए हम विशिष्ट वॉल्यूम को बड़ा रखना चाहते हैं अब अगर हम संपीड़न के दौरान एक तरल का उपयोग कर रहे हैं जो संभवत सबसे अच्छा संभव समाधान है क्योंकि विशिष्ट मात्रा बहुत कम है जो कि वाष्प आधारित चक्र में किया जाता है जिसे हम अगले सप्ताह में बात करेंगे हालाँकि जब हम एक गैस टरबाइन में काम कर रहे होते हैं जहाँ काम करने का माध्यम गैस होता है तब क्या तरीका है कि हम इस तापमान को कम करके केवल गैस के विशिष्ट आयतन को थोड़े मूल्य पर रख सकते हैं और यही वह विचार है कि हम इस मल्टीस्टेज संपीड़न को इंटरकूलिंग के साथ कर रहे हैं यहां हम संपीड़न को कई चरणों में तोड़ते हैं और दो क्रमिक चरणों के बीच हम गैस को ठंडा करते हैं ताकि तापमान कम हो जाए और इस तरह यह मात्रा भी कम हो जाए ताकि हम कुल संपीड़न कार्य की आवश्यकता को कम कर सकें इसी तरह टरबाइन में हम चाहते हैं कि कार्यशील माध्यम की विशिष्ट मात्रा यथासंभव बड़ी हो और इसलिए हम विस्तार चरण को टरबाइन के कई चरणों में तोड़ते हैं और प्रत्येक चरण के बीच हम इसे उच्च तापमान तक वापस पहुंचाते हैं इसलिए विशिष्ट मात्रा फिर से बढ़ जाती है ताकि हम अगले चरण से उच्च कार्य आउटपुट प्राप्त कर सकें यह मल्टीस्टेज संपीड़न और मल्टीस्टेज विस्तार होने का विचार है और रीजेनरेशन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे लेकिन आज हम संपीड़न और विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं यह इन तीनों संशोधनों के साथ हमारे विशिष्ट गैस टरबाइन चक्र का आरेख है इसे देखें यहां हवा कंप्रेसर 1 में प्रवेश करती है और चरण 2 के रूप में बाहर निकलती है फिर हमारे पास एक इंटरकूलर है जहां ऊष्मा हवा से खारिज हो रही है तो इसका तापमान कम हो जाता है और इसलिए बिंदु 3 पर तापमान बिंदु 2 पर तापमान से कम है इसलिए संपीड़न चरण 2 में कार्य के इनपुट की आवश्यकता है कि तापमान में कमी के कारण कमी है इसलिए यह 4 के तापमान पर निकलता है फिर एक रीजेनरेशन होता है जिसके बारे में मैं अब बात नहीं करने जा रहा हूं इसलिए हमारे पास दहन कक्ष है दहन के बाद यह स्थिति 6 से निकल रहा है और टरबाइन 1 में चरण 7 तक विस्तारित हो रहा है तब हमारे पास एक रीहीटर है जहां हम इसे उच्च तापमान पर वापस गर्म कर रहे हैं अर्थात 08 पर तापमान 7 पर उपस्थित तापमान से ज्यादा है तदनुसार विशिष्ट मात्रा भी बड़ी होगी और इसलिए हम टरबाइन चरण 2 से उच्च कार्य आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं तो आइए हम पहले विचार का पता लगाते हैं जो इंटरकूलिंग के साथ मल्टीस्टेज कम्प्रेशन है यहां आरेख को एक कंप्रेसर के लिए दिखाया गया है जो दबाव P1 से दबाव P2 तक गैस को संपीड़ित करने के लिए देख रहा है अब अगर हम एक एकल चरण संपीड़न एक पॉलीट्रॉपिक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं तो हम बिंदु 1 से शुरू कर रहे हैं और हम बिंदु C पर समाप्त कर रहे हैं हालांकि हमारा विचार इस संपीड़न को कई चरणों में तोड़ना है हमें केवल दो चरणों पर ध्यान केंद्रित करने दें और बीच में आप इसे ठंडा करने जा रहे हैं यदि हम इस एकल चरण संपीड़न को इज़ोटेर्मल तरीके से पालन कर रहे हैं तो यह एक ऐसी स्थिति है जहां हमें कम से कम संभव कार्य इनपुट आवश्यकता की आवश्यकता होती है यह उनके भावों से भी सिद्ध किया जा सकता है तो यह एक इज़ोटेर्माल प्रक्रिया थी इसे बिंदु 1 से शुरू किया गया था यह कहीं न कहीं पर समाप्त होगा और मैं पिछली स्लाइड पर वापस जा रहा हूं इस कार्य इनपुट आवश्यकता को देखें यह ∫vdP है फिर यह आरेख पर क्या दर्शाता है वही Pv आरेख जो हम आरेखण कर रहे हैं लेकिन कार्य इनपुट आवश्यकता इस तरह का प्रक्षेपण नहीं है क्योंकि यह सच है जब हम ∫Pdv के बारे में बात कर रहे हैं यहां हम ∫vdP के बारे में बात कर रहे हैं यानी यह प्रक्षेपण उस v अक्ष पर है जो आपको कार्य इनपुट की आवश्यकता प्रदान करने वाला है इसलिए पालीट्रॉपिक मामले के लिए हम बिंदु C पर समाप्त हो रहे हैं और आइसोथर्मल के लिए आप यहाँ काम कर रहे हैं निश्चित रूप से बहुत कम मात्रा में काम करने की आवश्यकता है इसलिए हम जो कर रहे हैं उसे इंटरकूलिंग करके हम स्टेज a तक बढ़ा रहे हैं तब हम इंटरकूलिंग कर रहे हैं ताकि तापमान प्रारंभिक तापमान पर वापस आ जाए इस विचार के अनुसार TB T1 के बराबर है जब हमारे पास यह हो सकता है तो इसे एक परफेक्ट इंटरकूलिंग कहा जाता है इससे पहले कुछ समस्याएँ हो सकती हैं जहाँ TB को T1 तक कम नहीं किया जा सकता है और फिर हमारे पास बिंदु B से बिंदु D तक संपीड़न का दूसरा चरण है और आप गुलाबी में दिखाए गए छायांकित क्षेत्र को देख सकते हैं जो इस इंटरकूलिंग के परिणामस्वरूप सहेजे गए कार्य का प्रतिनिधित्व करता है तो आइए हम कार्य इनपुट आवश्यकता या कार्य बचत के बारे में गणितीय विचार प्राप्त करने का प्रयास करें और यह भी समझने की कोशिश करें कि हमें किस मध्यवर्ती दबाव में यह करना चाहिए क्योंकि P1 और P2 दो चरम दबाव हैं और हम कहते हैं कि PI यह मध्यवर्ती दबाव है जहां हम यह इंटरकूलिंग कर रहे हैं तो आइए देखें कि PI का कौन सा विकल्प हमें कार्य इनपुट आवश्यकता में अधिकतम बचत देता है उसके लिए पहले हमें एक सिंगल स्टेज कम्प्रेशन का विश्लेषण करना होगा और इसलिए शुरू में हम एक एकल चरण संपीड़न पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो आप बिंदु 1 से शुरू कर रहे हैं और बिंदु C तक जा रहे हैं जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि कंप्रेसर के लिए कार्य इनपुट की आवश्यकता बिंदु 1 से बिंदु C तक शुरू होने वाले ∫vdP के बराबर है wc1c vdP or wc1c VdP अब हमें कुछ चीजें माननी होंगी सबसे पहले हम आईसेन्ट्रोपिक कंप्रेशन को मानने वाले हैं और दूसरा हम एक आदर्श गैस को काम करने के माध्यम के रूप में मानेंगे आदर्श गैस का मतलब है हम उपयोग कर सकते हैं PvRT or PvmRT इसी तरह आईसेन्ट्रॉपिक संपीड़न के लिए हम संबंध का उपयोग कर सकते हैं Pvnconstant दरअसल आइसेंट्रोपिक के बजाय हम एक पॉलीट्रोपिक तरीके से करते हैं इसलिए हम इंडेक्स n डाल रहे हैं यदि यह आइसेंट्रोपिक है तो n को k द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा

हालाँकि हम इसका उपयोग नहीं करने जा रहे हैं बल्कि हम एक अलग रूप में उपयोग करने जा रहे हैं nn 1mRT1TcT1 1 फिर स्थिति के आदर्श गैस समीकरण पर वापस जा रहे हैं nn 1mRT1PcVcP1V1 1 तो यह सिंगल स्टेज कंप्रेशन के लिए है हम आपके लिए मल्टी स्टेज कंप्रेशन के लिए जा रहे हैं अब हम बिंदु 1 से A तक और फिर B से D तक TB और T1 को बराबर मान रहे हैं तो चरण A 1 A के लिए कार्य इनपुट आवश्यकता wc1 Ann 1mRT1PAVAP1V1 1 और दूसरे चरण B से D के लिए कार्य की इनपुट आवश्यकता के बराबर होना चाहिए wcB Dńń 1mRTBPDVDPBVB 1 यहाँ हम आइसन्ट्रोपिक हमें इसे पॉलीट्रॉपिक सम्पीडन और स्थिति का आदर्श गैस समीकरण भी कहना चाहिए के बजाय आइसन्ट्रोपिक या पॉलीट्रॉपिक मान रहे हैं अब V के साथ काम करना काफी जटिल है इसलिए VAV1 और VDVBके साथ काम करने के बजाय हम दबाव के मामले में सब कुछ बदलने जा रहे हैं और यह भी आपको यह ध्यान रखना होगा कि PAPBP1 और अब यहाँ हम संपीड़न के पहले चरण के लिए संबंध का उपयोग कर रहे हैं P1v1nPAvAn इसी तरह संपीड़न के दूसरे चरण के लिए हमारे पास यह संबंध है PDvDńPBvBń उपरोक्त संबंधों को लागू करते हुए शुद्ध कंप्रेसर काम की आवश्यकता अब सामने आती है ẇcmRnn 1T1PlP1n 1n 1ńń 1TBP2Plń 1ń अपने विश्लेषण को सरल बनाने के लिए हम एक और धारणा रखते हैं कि हम n और n' को एक दूसरे के बराबर मानते हैं और एक अंतिम धारणा के रूप में हमने एक परफेक्ट इंटरकूलिंग माना है अर्थात T1 और TB एक दूसरे के बराबर हैं तो उस स्थिति में हम उपरोक्त अभिव्यक्ति को इस प्रकार लिख सकते हैं nn 1mRT1PlP1n 1nP2Plń 1ń 2 यह इंटरकूलिंग के बाद कंप्रेसर द्वारा आवश्यक कार्य इनपुट है इसलिए हमें यह पहचानना होगा कि हमें P1 और P2 में से किस के मान को स्वीकार करना है प्रारंभिक दबाव स्तर और अंतिम दबाव स्तर और प्रारंभिक अवस्था बिंदु भी है जो कि P1 और T1 दोनों है फिर जिसके लिए हमें PI की आवश्यकता है न्यूनतम संभव कार्य इनपुट इसके लिए हमें इसे ऑप्टिमाइज़ करना होगा जो हमें इसे अलग करना होगा ddPiẇi0nn 1mRT1nn 1PlP1 1n1P1 n 1nP2Pl 1nP2Pl2 इसलिए लगातार शर्तों को हटाकर और n - 1n को बाहर ले जाना इसलिए हमारे पास वास्तव में एक बहुत ही सरल रूप है 1P1P2Pl2 आप केवल गणना की जांच कर सकते हैं या Pl2P1P2 देता है PlP1P2 तो यह लिखने का एक बेहतर तरीका है PlP1P2Pl यही कारण है कि हम देख सकते हैं कि मध्यवर्ती दबाव केवल दो चरम दबाव का ज्योमैट्रिक मीन है और न्यूनतम संभव कार्य इनपुट की आवश्यकता के लिए दोनों चरणों के लिए दबाव अनुपात एक दूसरे के बराबर होना चाहिए यदि वे समान हैं तो इसी अनुरूप हम कंप्रेसर के काम के लिए इसी दबाव अनुपात या न्यूनतम संभव कार्य आउटपुट के लिए मान प्राप्त करने के लिए एक्सप्रेसन में वापस डाल सकते हैं यदि आपको कोई संदेह है कि क्या यह मिनीमा या मैक्सिमा है तो आप इसे एक बार फिर से अलग कर सकते हैं और उस दूसरी व्युत्पन्न राशि के चिन्ह की जांच कर सकते हैं PlP1P2 और आप पुष्टि कर सकते हैं कि यह न्यूनतम संभव कार्य इनपुट आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए जब कंप्रेसर को इंटरकूलिंग के साथ मल्टी स्टेजिंग के अधीन किया जाता है तो हमें संपीड़न के दोनों चरणों के लिए समान दबाव अनुपात डालना होगा और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमें इसके लिए न्यूनतम संभव इनपुट की आवश्यकता है यदि हम दो के बजाय कई चरणों के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास दो से अधिक चरण हैं अतः फिर से एक ही सिद्धांत लागू होता है मान लें कि हमारे पास तीन चरण हैं जहां यह दबाव P1 से शुरू होता है तो हमारे पास एक मध्यवर्ती Pi1 है फिर यह दूसरे चरण में जाता है वह मध्यवर्ती Pi2 में जाता है और अंत में P2 में जाता है फिर सभी चरणों के लिए दबाव अनुपात समान होता है Pi1P1Pi2PilP2Pi2 तो दबाव अनुपात सभी चरणों के लिए बराबर होना चाहिए और साबित किए बिना मैं यह दिखा सकता हूं कि अगर यह परफेक्ट इंटरकूलिंग नहीं है लेकिन n और n' उस मामले में बराबर हैं तो यह बराबर हो जाएगा PiP1P2TBT1n2n 1 तो यह एक मैं तुम्हें यह साबित करने के लिए छोड़ रहा हूँ यहां यह T1 और TB बराबर हैं और हमने इसे निकाल लिया है या यह अनुपात भी तस्वीर में आ जाएगा तो यह वही है जो हमें मिलता है जब सिस्टम में संपीड़न के दो चरण होते हैं और बीच में एक इंटरकूलर होता है पहले एक LP संपीड़न चरण है फिर इसका तापमान इंटरकूलर में कम किया जाता है फिर यह एक HP संपीड़न चरण में जाता है और बाद में यह दहन कक्ष में जाता है तो 1 2 Ts प्लेन में है 2s LP संपीड़न के लिए आदर्श परिदृश्य है व्यावहारिक रूप से यह बिंदु 2 तक जाता है फिर यह बिंदु 3 से कम हो जाता है T1 और T3 को उनके आदर्श परिदृश्य में बराबर होना चाहिए लेकिन व्यावहारिक रूप से T3 T1 जितना कम नहीं हो सकता है अतः वहां से हमारे पास संपीड़न का दूसरा चरण है जहां यह अपरिवर्तनीयताओं की उपस्थिति के कारण T3 से T4 तक जा रहा है और फिर हमारे पास बिंदु 4 से 5 तक ऊष्मा जोड़ने की प्रक्रिया है और फिर टरबाइन में विस्तार यहाँ बिंदु A या As के रूप में प्रदर्शित होता है यदि हम एक एकल चरण संपीड़न के लिए जा रहे हैं तो आदर्श परिदृश्य में हम बिंदु As पर समाप्त हो गए होते और वास्तविक स्थिति में बिंदु A पर समाप्त हो जाते इसलिए यदि कोई इंटरकूलिंग कोई मल्टीस्टेजिंग नहीं है तो संपीड़न T1 से TA तक होगा लेकिन मल्टीस्टेजिंग के साथ कंप्रेशन पहले 1 से 2 तक और फिर 3 से 4 तक होता है फिर इस डायग्राम के संदर्भ में कुल कंप्रेशन कार्य की आवश्यकता के बिना जब इंटरकूलिंग नहीं होती है तो कंप्रेशन कार्य की आवश्यकता होगी wcwithout ICcpTA T1 और इस मामले में इंटरकूलिंग के साथ संपीड़न कार्य की आवश्यकता है wcwith ICcpT2 T1cpT4 T3 इंटरकूलिंग के बिना पहला कार्य की सिफारिश करता है अगर हम इस तरह से लिखते हैं wcwithout ICcpT2 T1cpTA T2 तब इंटरकूलिंग के साथ कार्य की आवश्यकता केवल तब ही बिना इंटरकूलिंग के कार्य की आवश्यकता की तुलना में कम हो सकती है TA T2T4 T3 और यह सच है क्योंकि Ts आरेख पर ये कांस्टेंट दबाव रेखाएं एक दूसरे से डायवर्ज होती हैं क्योंकि हम दाईं ओर बढ़ रहे हैं जैसा कि हम उच्च एन्ट्रापी की ओर बढ़ रहे हैं ये रेखाएँ एक दूसरे से दूर जाती हैं और इसलिए TA − T2 को हमेशा T4 − T3 से अधिक होना चाहिए और इसलिए यह एक हमेशा आपको कम कार्य का इनपुट आवश्यकता देता है जब इंटरकूलिंग मौजूद होता है हालाँकि अभी जाँच लें कि हीट इनपुट की आवश्यकता क्या है अपनी हीट इनपुट आवश्यकता को इंटरकूलिंग किए बिना qwithout ICcpT5 TA हालांकि जब इंटरकूलिंग होती है qwith ICcpT5 T4 तो यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा है कुल ऊष्मा इनपुट आवश्यकता निश्चित रूप से बहुत बड़ी है और इसलिए इंटरकूलिंग का प्रभाव कम्प्रेशन के काम में कमी है और टरबाइन का हिस्सा समान रहता है इसलिए नेट वर्क आउटपुट में वृद्धि होती है बाद में हमारे पास काम के अनुपात में वृद्धि होती है और बैक वर्क अनुपात में कमी होती है हालाँकि दक्षता के लिए हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं जबकि शुद्ध कार्य उत्पादन में वृद्धि हो रही है ऊष्मा इनपुट आवश्यकता भी एक साथ बढ़ रही है वास्तव में अगर हम कुछ गणना कर सकते हैं तो यह दिखाया जा सकता है कि दक्षता वास्तव में कम हो जाती है लेकिन कार्य अनुपात जो बैक वर्क अनुपात बढ़ाता है कम हो जाता है इसलिए इंटरकूलिंग हमारे कार्य के आउटपुट को बढ़ाने में मदद करता है लेकिन दक्षता के दृष्टिकोण से मदद नहीं कर सकता है इंटरकूलिंग का विपरीत रीहीटिंग के साथ बहु चरण विस्तार है केवल विशिष्ट आयतन को बढ़ाने के लिए हम टर्बाइनों को 2 चरणों में अलग कर सकते हैं यह देखो कि यह पावर टरबाइन के समान है जो आपने यहां दिखाया है विस्तार के HP चरण को कंप्रेसर के समान शाफ्ट पर माउंट किया जाता है लेकिन LP चरण अलग होता है जो जनरेटर के समान शाफ्ट पर माउंट होता है पावर टरबाइन के साथ अंतर यहां है हमारे पास रीहीटिंग का टरबाइन के दो चरणों के बीच एक चरण है आरेख 3 से 4 को देखें HP विस्तार चरण को इंगित करता है और बिंदु 4 को जारी रखने के बजाय 4 को इंगित करने के लिए हम संख्या 5 पर जा रहे हैं इसके लिए जो रीहीटिंग चरण है तो यह ४ से 5 एक रीहीटिंग स्टेज है 5 से 6 विस्तार का दूसरा चरण है और हम निश्चित रूप से इससे उच्चतर उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं यहाँ फिर से हम इस मध्यवर्ती दबाव के ऑप्टिमम मूल्य की पहचान करने के लिए गणना कर सकते हैं जैसे कि यह P1 है और यह P2 है और यह मध्यवर्ती दबाव Pi है इस मामले में यह भी दिखाया जा सकता है कि टरबाइन से अधिकतम कार्य आउटपुट हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब यह दबाव अनुपात समान हो P2PiPiP1 तब हम टरबाइन वर्क आउटपुट का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने जा रहे हैं इस मामले में HP टरबाइन द्वारा उत्पादित कार्य के बराबर होगा wHPtcpT3 T4 और संपीड़न काम के बराबर है wccpT2 T1 आदर्श रूप से इन दोनों को बराबर होना चाहिए ताकि वे एक ही शाफ्ट पर लगाए जा सकें तो आपका शुद्ध कार्य आउटपुट इसके बराबर होगा wnetwLPt cpT5 T6 यह निश्चित रूप से शुद्ध कार्य इनपुट आवश्यकता में वृद्धि देता है बाद में कार्य अनुपात पीछे के कार्य अनुपात को बढ़ाता है जो घटता भी है लेकिन कुल ऊष्मा इनपुट आवश्यकता को देखें बिना रिहिट के कुल ऊष्मा इनपुट आवश्यकता होगी qwithout reheat cpT3 T2 लेकिन हीट इनपुट की आवश्यकता तब होती है जब सिस्टम में रिहीट भी मौजूद होता है qwith reheat cpT3 T2cpT5 T4 उपरोक्त एक्सप्रेसन का पहला भाग दहन कक्ष में ऊष्मा इनपुट के कारण अभी भी है लेकिन एक गर्म दहन कक्ष है जहाँ हमें दूसरा भाग भी जोड़ना होगा अर्थात् cpT5 T4 इसलिए आपकी qin भी इतनी बढ़ रही है कि हम दक्षता के बारे में निश्चित नहीं हैं आम तौर पर दक्षता फिर से कम हो जाती है दक्षता बढ़ सकती है दक्षता प्रदान की गई ऊष्मा की मात्रा के आधार पर घट सकती है आदर्श रूप से हम चाहते हैं कि T3 और T5 समान हों लेकिन व्यावहारिक रूप से अगर मैं T3 तक नहीं पहुंच पाऊं तो यह थोड़ा कम हो सकता है और हमारे द्वारा प्रदान की गई रीहीट की मात्रा के आधार पर दक्षता में कमी हो सकती है आम तौर पर हमारे पास फिर से और दक्षता कम हो जाती है इसलिए इंटरकूलिंग और रीहीटिंग दोनों नेट वर्क आउटपुट और कार्य अनुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि का कारण बन सकते हैं लेकिन दोनों मामलों में ऊष्मा इनपुट की आवश्यकता भी बढ़ जाती है और इसलिए गैस टरबाइन सिस्टम की दक्षता को नुकसान हो सकता है एक और दिलचस्प बात यह है कि रीहीटिंग करने के मामले में ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि दोबारा रीहीटिंग नहीं किया जाता है तो विस्तार के अंत में तापमान TA होगा हालांकि विस्तार के अंत रिहीटिंग करने के साथ तापमान को T6' और T6 निश्चित रूप से इस TA से काफी अधिक है तो रिहीटिंग करने के साथ निकास गैस का तापमान बहुत बड़ा है और हमें इस उच्च तापमान का उपयोग करने का एक तरीका खोजना होगा और यह वही है जो रीजेनरेशन में किया जाता है जो हमें निकास ऊष्मा का उपयोग करने की अनुमति देता है और इस तरह कुल ऊष्मा इनपुट आवश्यकता को कम करता है और दक्षता में वृद्धि का कारण बनता है रीजेनरेशन के बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे आज हम इसे इंटरकूलिंग और रिहीटिंग के लिए रख रहे हैं आप कृपया इस अवधारणा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और जांचें कि हमने इन सभी संबंधों को विकसित करने का प्रयास किया है संपीड़न भागों के लिए या मल्टीस्टेज संपीड़न के साथ इंटरकूलिंग के लिए हमने ऑप्टिमम दबाव अनुपात निकाला है आप कृपया इस रिहीटिंग के साथ मल्टीस्टेज विस्तार के लिए भी प्रयास करें परफेक्ट रिहीटिंग मानने पर T3 T5 के बराबर मानकर यह साबित करने की कोशिश करें कि दबाव अनुपात को उन दोनों मामलों में बराबर होना चाहिए जिन्हें आप जानते हैं कि टरबाइन कार्य आउटपुट है इसलिए अब हम उस दिन को लपेट सकते हैं जहां हमने संख्यात्मक उदाहरण के माध्यम से आइसेंट्रोपिक दक्षता की भूमिका के बारे में चर्चा की है फिर हमने एक पावर टरबाइन की अवधारणा के बारे में बात की जो दो अलग अलग टरबाइन है जो कंप्रेसर को चलाने और अन्य को वाणिज्यिक बिजली उत्पादन का उत्पादन करना चाहते हैं फिर हमने काम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गैस टरबाइन के दो संभावित तरीकों बुनियादी गैस टरबाइन चक्र संशोधन के बारे में चर्चा की है इंटरकूलिंग के साथ एक मल्टीस्टेज कंप्रेशन है और दूसरे में मल्टीस्टेज एक्सपेंशन के साथ रिहीटिंग है तीसरा विकल्प जो कार्य अनुपात को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सकता है लेकिन निश्चित रूप से उस दक्षता को बढ़ा सकता है जो कि रीजेनरेशन है जिसे हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे इसलिए तब तक आप उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे जो हमने यहां किए हैं और अपने दम पर मल्टीस्टेज कम्प्रेशन और मल्टीस्टेज विस्तार के लिए भाव या गणितीय व्युत्पत्ति mathematical